आपका पुनः इस व्याख्यान 46 मे स्वागत है ओर आज हम लीनियर अलजेब्रा के एक अन्य महत्वपूर्ण विषय आइगनवेल्यूस ओर आइगनवेक्टरस को आगे पढेंगे तो हम आइगनवेल्यूस ओर आइगनवेक्टरस के परिचय से शुरु करेगे ओर साथ ही उनके ज्योमेट्रिकल अर्थ की तथा उसके बाद आइगनवेल्यूस ओर आइगनवेक्टरस ज्ञात करने के कुछ उदाहरण करेगे तो एक मेट्रिक्स के आइगनवेल्यूस ओर आइगनवेक्टरस क्या होते है चलिए एक सामान्य मेट्रिक्स को लेते है ओर साथ ही हम दो वेक्टरस तथा लेते है ओर यदि हम A ओर u के प्रॉडक्ट की गणना करे तो यहाँ हमारे पास A है तथा उसके बाद हमारे पास u है

परंतु यदि हम v के साथ इस प्रॉडक्ट को करे तब क्या होगा

तो यही वह बिन्दु है जो हमे आइगनवेल्यूस ओर आइगनवेक्टरस का परिचय कराएगा तो यदि हम ज्योमेट्रिकली देखे की क्या होता है तो यह x एक्सिस ओर y एक्सिस है यह वेक्टर v जो यहाँ दिया गया है तथा Av प्रॉडक्ट के बाद यह 2 गुना हो जाता है तो इस वेक्टर v की लंबाई दोगुनी हो जाती है तो हमारे पास यह वेक्टर Av है जिसकी दिशा v की ही है ओर उनका मेगानीट्यूड अलग है तो यहाँ यह प्रॉडक्ट के बाद पूर्व के वेक्टर v का दोगुना हो जाता है परंतु इस स्थिति में A गुना u यह होगा तो प्रॉडक्ट के पश्चात वेक्टर की दिशा समान रहती है परंतु हमारे पास एक बिल्कुल अलग वेक्टर Au होता है तो हम इस u के साथ इस A मे इंटरेस्ट नहीं रखते हमारा इंटरेस्ट केवल उनही वेक्टरस मे है जिनका इस मेट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन करने पर उनकी दिशा मे कोई परिवर्तन नहीं होता यह मूल वेक्टर v के पेरेलल होता है ओर इनकी ही हमे तलाश है ओर इन्हे ही हम आइगनवेक्टरस कहते है तथा ओर यह संख्या जो यहाँ प्राप्त हुई है इसे आइगनवेल्यूस कहते है तो यह आजके व्याख्यान का विषय है तथा अब हम इन आइगनवेल्यूस ओर आइगनवेक्टरस के बारे मे कुछ ओर जानकारी प्राप्त करेगे तो फॉर्मल मैथमेटिकल परिभाषा मानिए की A कोई स्क्वायर मेट्रिक्स है जिसकी एंट्रीस रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकते है एक स्केलर 𝜆 आइगनवेल्यूस कहलाता है यदि कोई ऐसा नॉनज़ीरो वेक्टर एक्सिस्ट्स करता है जिसके लिए Ax 𝜆x आवश्यक है की यह वेक्टर नॉनज़ीरो हो तो यह पूर्व के उदाहरण के जैसे ही एक्सेक्ट्ली पेरेलल होगा तो यदि हमारे पास एक वेक्टर x इस प्रकार है की इसका A से मल्टीप्लीकेशन Ax लेम्डा 𝜆 टाइम x होगा ओर यह लेम्डा 𝜆 कोई स्केलर कोई रियल या कॉम्प्लेक्स संख्या होगी तो यह यहाँ Ax 𝜆x बहुत महत्वपूर्ण इकुवेशन है जिसे आज हम पड़ने वाले है तो यह इस आइगनवेक्टर की परिभाषा है तथा यह लेम्डा 𝜆 को आइगनवेल्यू कहा जाता है तो यह आइगनवेक्टर है जो हमेशा नॉनज़ीरो होता है क्योकि ज़ीरो हमेशा सेटीस्फाइड करता है तो हम यह नॉनज़ीरो वेक्टर की तलाश करते है जिसे आइगनवेक्टर कहा जाता है तथा इसे आइगनवेल्यू कहते है तो यह वेक्टर x आइगनवेक्टर है इस आइगनवेल्यू लेम्डा 𝜆 से असोसिएटड तथा अब दो महत्वपूर्ण बिन्दु है ज्योमेट्रिकली जो हमने पहले के उदाहरण मे देखा था की किसी मेट्रिक्स A का आइगनवेक्टर नॉनज़ीरो वेक्टर होता है Rn मे यह वेक्टर x इस Ax के पेरेलल है यह हमने पहले उदाहरण मे देखा था की यह वेक्टर v तथा वेक्टर Av पेरेलल है लेंथ अलग था तो यहाँ इन आइगनवेल्यूस आइगनवेक्टर का ज्योमेट्रिकल अर्थ सामान्य रूप मे यह वेक्टर x तथा Ax दोनों पेरेलल होते है तथा उनका मग्नीट्यूड बदल जाता है ओर इसलिए यह आइगनवेल्यू लेम्डा 𝜆 होती है अलजेबराइकली एक आइगनवेक्टर x एक नॉन ट्रिवियल हल होता है क्योकि हम ऐसे आइगनवेक्टर x की तलाश कर रहे है जो नॉनज़ीरो हो तो यह नॉन ट्रिवियल हल होगा क्योकि x का मान 0 होने पर यह इकुवेशन सदेव सेटीस्फाय होती है तो हमारी रुचि 0 हल मे नहीं नॉनज़ीरो हल मे है अर्थात समीकरण Ax 𝜆x के नॉन ट्रिवियल हल मे या यह आइगनवेक्टर x A 𝜆I के नल स्पेस का नॉनज़ीरो वेक्टर है क्योकि हमारी इकुवेशन Ax𝜆x है तो इस इकुवेशन Ax𝜆x मे हम यह कर सकते है की इस 𝜆x के पद को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए तो हमे A 𝜆I प्राप्त होता है इसके बाद हमे आइडैनटिटि मेट्रिक्स को इंट्रड्यूस करना पड़ेगा ओर तब x 0 के बराबर होगा तो मूलतः हम नॉन ट्रिवियल हल चाह रहे है इस इकुवेशन 𝐴−𝜆𝐼 के लिए x या लिनियर इकुवेशनस सिस्टम 𝐴−𝜆𝐼 0 के लिए ओर यह इस 𝐴−𝜆𝐼 के नल स्पेस की परिभाषा है तो यहाँ मेट्रिक्स 𝐴−𝜆𝐼 है तथा हम इस 𝐴−𝜆𝐼 के नल स्पेस को देखना चाहते है तो यह x वेक्टर जिसकी हम तलाश कर रहे है यह मेट्रिक्स 𝐴−𝜆𝐼 के नल स्पेस मे है ओर क्योकि यह नॉनज़ीरो है मेरे कहने का अर्थ है की नल स्पेस मे वेक्टर 0 भी है परंतु हम इसमे नॉनज़ीरो वेक्टर की तलाश कर रहे है तो x इस 𝐴−𝜆𝐼 के नल null स्पेस का नॉनज़ीरो वेक्टर है अब प्रश्न यह है की इस n ऑर्डर की मेट्रिक्स के लिए आइगनवेक्टर तथा इससे असोसीएटेड आइगनवेल्यू की गणना कैसे करे तो अब हम चर्चा करेगे की आइगनवेल्यूस आइगनवेक्टरस को कैसे ज्ञात किया जाता है तो इकुवेशन 𝐴−𝜆𝐼0 पर ध्यान दीजिए अर्थात इकुवेशन 𝐴x𝜆x के इस रूप पर ओर यहाँ दो अननोनस है 𝜆 तथा x जिनहे हमे ज्ञात करना है यहाँ एक इकुवेशन या एक लिनियर इकुवेशनस सिस्टम 𝐴−𝜆𝐼0 है ओर हमारे पास यह दो अननोन 𝜆 तथा x है तो इन दो अननोन की गणना कैसे की जाएगी ताकि यह अननोन इस इकुवेशन 𝐴x−𝜆x0 को सेटीस्फाइ करे 𝜆 स्केलर है तथा यह x वेक्टर है जिसके n कॉम्पोनेंट होगे यदि मेट्रिक्स n x n हो तो एक अन्य जानकारी हमारे पास क्या है की हम इस नॉन ट्रिवियल हल x को ज्ञात करना चाह रहे है तो इस इकुवेशन 𝐴−𝜆𝐼 का एक नॉन ट्रिवियल हल होगा जिसे हमने पिछले व्याख्यान मे पढ़ा था यदि ओर केवल यदि यह इस इकुवेशन को सेटीस्फाय करे इस 𝐴−𝜆𝐼 के डिटर्मिनांट की इकुवेशन यदि यह डिटर्मिनांट 0 होता है तो हमारे पास नॉन ट्रिवियल हल होगा यदि डिटर्मिनांट 0 के बराबर न हो तब एक युनीक हल होगा ओर यह ट्रिवियल हल होगा अर्थात x 0 होगा परंतु हम इस इकुवेशन 𝐴−𝜆𝐼0 का नॉन ट्रिवियल हल चाहते है तथा इस स्थिति मे हमारे पास यह कंडिशन है की मेट्रिक्स 𝐴−𝜆𝐼 का डिटर्मिनांट 0 होना चाहिए तो हमारे पास एक ओर अन्य कंडिशन है जो हमे इस 𝐴−𝜆𝐼 के डिटर्मिनांट के 0 होने से प्राप्त होते है तो जब हम इस डिटर्मिनांट को एक्सपेंड करते है क्योकि यह 𝜆 अननोन है A मेट्रिक्स दी गई है ओर I आइडैनटिटि मेट्रिक्स है तो यह लेम्डा 𝜆 है तो जब हम det𝐴−𝜆𝐼0 को एक्सपेंड करते है तो यह पोलिनोमियल इकुवेशन 𝑐0𝜆𝑛𝑐1𝜆𝑛−1⋯𝑐𝑛0 है यह कोफिशिएंटस है तथा जब A दिया गया हो तो यह नेचुरली दिया गया है तो हमारे पास यह पोलिनोमियल इकुवेशन है तथा यदि हमे इसे हल करे तो अधिकतम हमे n रूटस प्राप्त होते है अर्थात 𝜆's के n वैल्यूस हो सकते है वह डिसटिंट हो भी सकते है ओर नहीं भी वह रियल भी हो सकते है ओर नहीं भी तो इस इकुवेशन का हल जिसे केरेक्ट्रीस्टिक इकुवेशन कहा जाता है तो यह इकुवेशन मेट्रिक्स A की केरेक्ट्रीस्टिक इकुवेशन कहलाती है ओर इसे हल करने पर हमे संभव लेम्डास 𝜆's के मान प्राप्त हो जाएगे एक बार जब हमारे पास 𝜆 है तब हमारे पास यह इकुवेशनस 𝐴−𝜆𝐼0 है ओर प्रत्येक लेम्डा 𝜆 के लिए हम 𝐴−𝜆𝐼x0 का हल ज्ञात कर सकते है ओर ध्यान दीजिए की हमारा लेम्डा 𝜆 जो की हमे डिटर्मिनेंट के 0 होने की कंडीशन से प्राप्त होता है तो स्वभाविक रूप से हमे इस 𝐴−𝜆𝐼0 का नॉन ट्रिवियल हल प्राप्त होगा क्योकि ट्रिवियल हल तभी प्राप्त होगा जब यह डिटर्मिनेंट 0 न हो परंतु हमे ऐसा लेम्डा 𝜆 प्राप्त होगा जिसके लिए डिटर्मिनेंट 𝐴−𝜆𝐼 का मान 0 होगा ओर इसलिए औटोमेटिकली इन लेम्डास 𝜆's के लिए हमे इस 𝐴−𝜆𝐼0 का नॉन ट्रिवियल हल प्राप्त होगा तो इस केरेक्ट्रीस्टिक इकुवेशन के रूट ही आइगनवेल्यूस कहलाते है क्योकि यह लेम्डा 𝜆 आइगनवेल्यू है तो एक बार जब हम A के इस केरेक्ट्रीस्टिक इकुवेशनस अर्थात लिनियर इकुवेशनस के इस होमोजीनियस सिस्टम को हल कर लेते है तो हमे सभी आइगनवेल्यूस तथा आइगनवेक्टरस प्राप्त हो जाते है तो हमे पुनः लिनियर इकुवेशनस के सिस्टम को हल करना होगा इसलिए लिनियर एल्जिब्रा के इस व्याख्यान की शुरुआत से ही मे बार बार लिनियर इकुवेशनस के सिस्टम पर ज़ोर दे रही हूँ क्योकि हमेशा अंत मे हमे लिनियर इकुवेशनस के सिस्टम को हल करना होता है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है ओर हमे इस लेम्डा 𝜆 के प्रत्येक मान के लिए इस लिनियर इकुवेशनस के सिस्टम को हल करना होगा तो यदि हमारे पास 3 भिन्न भिन्न लेम्डा 𝜆 हो तो हमे 3 टाइम्स लिनियर इकुवेशनस के सिस्टम को हल करना होगा तथा वे सभी भिन्न भिन्न होगे क्योकि लेम्डा 𝜆 भिन्न भिन्न है तो यह मेट्रिक्स भिन्न होगी तथा हमे भिन्न भिन्न आइगनवेक्टरस प्राप्त होगी तो हम इसकी तथा इस 𝐴−𝜆𝐼 के नल स्पेस की ज्यादा चर्चा करेगे तो नल स्पेस का अर्थ हुआ यह xI तथा 0 क्योकि नल स्पेस मे 0 होता है तो नल स्पेस आइगनवेल्यू लेम्डा 𝜆 के करस्पोंडिंग A का आइगनस्पेस कहा जाता है तो नल स्पेस क्या है नल स्पेस मे सभी आइगनवेक्टरस तथा 0 होता है क्योकि 0 आइगनवेक्टर नहीं होता है तो नल स्पेस मे सभी आइगनवेक्टरस के साथ 0 वेक्टर भी होता है क्योकि 0 स्वाभाविकरूप से 𝐴−𝜆𝐼0 का हल है यह 0 नल स्पेस मे होगा परंतु 0 आइगनवेक्टर नहीं होगा क्योकि हमने आइगनवेक्टर को नॉनज़ीरो के रूप मे परिभाषित किया है नॉनज़ीरो x इस इकुवेशन का एक नॉन ट्रिवियल हल होगा तो आइगनस्पेस एक ओर अन्य टेर्मिनोलोजी है जिसे हम बाद मे प्रयोग कर सकते है तो आइगनस्पेस वह सेट है जिसमे सभी आइगनवेक्टरस तथा 0 वेक्टर होता है तो चलिए प्रश्न पर आते है तो प्रश्न 1 है की इस मेट्रिक्स के आइगनवेल्यूस तथा आइगनवेक्टरस को ज्ञात करे यह अत्यंत सरल उदाहरण है हम आइगनवेल्यूस तथा आइगनवेक्टरस ज्ञात करने से शुरू करेगे तो यहाँ हम सबसे पहले केरेक्ट्रीस्टिक इकुवेशन लिखेगे ओर हमे हमेशा आइगनवेल्यूस ज्ञात करने के लिए इसे हल करना पड़ता है ओर तब प्रत्येक केरेक्ट्रीस्टिक वैल्यू या आइगनवेल्यू के लिए हमे इकुवेशन के सिस्टम को हल करना होगा ओर इस प्रकार हमे आइगनवेक्टरस प्राप्त हो जाएगे तो यहा केरेक्ट्रीस्टिक इकुवेशन इस 𝐴−𝜆𝐼 का डिटर्मिनांट हैं तो 𝐴−𝜆𝐼 अर्थात आइगनवेल्यूस इस केरेक्ट्रीस्टिक इकुवेशन का हल है तो हमारे पास 𝐴−𝜆𝐼 है तो तथा इसके बाद हमारे पास लेम्डा 𝜆 I है जो की अंत मे एक डिटर्मिनांट होगा तो लेम्डा 𝜆 से मेरा अर्थ लेम्डा 𝜆 0 0 तथा लेम्डा 𝜆 अर्थात इसका अर्थ है लेम्डा 𝜆 तथा आइडैनटिटि मेट्रिक्स का प्रॉडक्ट तथा इस ज्ञात डिटर्मिनांट को हम हल करना चाहते है तो मेट्रिक्स क्या है यहाँ मेट्रिक्स मे होगा 2 माइनस लेम्डा 𝜆 फिर 1 फिर 4 ओर तब माइनस 1 माइनस लेम्डा 𝜆 यह यहाँ डिटर्मिनांट है जिसे हम दि गई मेट्रिक्स A के लिए लिख सकते है तो केरेक्ट्रीस्टिक इकुवेशन को कैसे लिखेगे केवल इस मेट्रिक्स का डिटर्मिनांट जिसमे डाइगोनल से लेम्डा 𝜆 को सबट्रेक्ट किया गया हो तो ⟹𝜆−3𝜆20⟹𝜆13 𝜆2−2 तो यह यहाँ हमारी केरेक्ट्रीस्टिक इकुवेशन है ओर इसके रूट आइगनवेल्यू होगी तो 1 आइगनवेल्यू 𝜆13 होगी क्योकि यह इस इकुवेशन का हल है ओर दूसरी आइगनवेल्यू 𝜆2−2 होगी ओर अब इन प्रत्येक के करस्पोंडिंग आइगनवेक्टर तो सब से पहले 𝜆13 लेते है तो यह लेने पर हम इकुवेशनस के सिस्टम 𝐴−𝜆𝐼 को बनाते है तथा x यहाँ टाइमस है तो यह इकुवेशनस का सिस्टम होगा तो हमे डाइगोनल एंट्रीस मे से 3 को सबट्रेक्ट करेगे तथा यह यहाँ हमारी मेट्रिक्स होगी अर्थ हुआ की यदि हम ऐसा करते है तो यहाँ 0 तो x11T 𝜆2−2𝐴2𝐼𝑥0𝑥1 −4𝑇 तो यहाँ एक अन्य उदाहरण लेते है जिसमे दि गई सरल मेट्रिक्स के रूप मे हम को लेते है जिसके लिए आइगनवेल्यूस ओर आइगनवेक्टरस ज्ञात करने है 0 है तो इसका अर्थ हुआ की हम यहाँ डाइगोनल की एंट्रीस मे से लेम्डा 𝜆 को सबट्रेक्ट करेगे तो 𝜆11 𝜆21 तो इस स्थिति मे रिपीटेड़ रूट है हमारे पास केवल एक आइगनवेल्यू है जो 2 टाइमस रिपीटेड़ है ओर इस आइगनवेल्यू के करस्पोंडिंग हमे आइगनवेक्टर की गणना करनी होगी॥ तो पुनः इन 𝜆11 𝜆21 वैल्यूस के करस्पोंडिंग हम लिनियर इकुवेशनस सिस्टम 𝐴−𝜆𝐼 को बना सकते है तो यहाँ लेम्डा 𝜆 1 है तो 𝐴−𝜆0 तो अब इस इकुवेशनस के सिस्टम को हमे हल करना होगा तथा ओर अब सिस्टम 𝐴−𝜆0 है तो अब हमारी मेट्रिक्स 0 ओर 1 ओर 0 ओर यह भी 0 है अर्थात हमारा इकुवेशनस का सिस्टम x10 होगा तो यह रॉ रिड्यूसड इक्लोन फॉर्म है तथा यहाँ यह पिवोट एलीमेंट हैं जिसका अर्थ हुआ यह x2 फ्री वारिएबल नहीं होगा परंतु यहाँ यह x1 क्योकि प्रथम कॉलम मे कोई भी पिवोट एलीमेंट् नहीं है तो इसे हम फ्री वारिएबल कहते है ओर इस फ्री वारिएबल को हम कोई भी वैल्यू दे सकते है तो अभी के लिए इस x1 को हम कोई वैल्यू अल्फा देते है तथा इस x2 को पहले ही हमने प्रथम इकुवेशन मे 0 कर दिया है तो हमने x2 को हमेशा के लिए 0 कर दिया है इसलिए यह अल्फा के किसी भी मान को लेने पर परिवर्तित नहीं होता इसकी अल्फा पर डिपेंडेंसी नहीं है तो इस x1 ओर x2 के लिए इस इकुवेशनस के सिस्टम का हल यह अल्फा तथा यह 10 होगा तो हम अल्फा को कुछ भी ले वह हल होगा तो यह 10 हल का एक जनरेटर है तथा यह व इसके मल्टिपल 1 के करस्पोंडिंग आइगनवेक्टर होगा तो यहाँ हम देखते है की दो भिन्न भिन्न आइगनवेल्यूस है परंतु हमे केवल एक आइगनवेक्टर मिलता है तो यह भी संभव है जैसा की हम यहा इस सरल उदाहरण से देख सकते है इसके बारे मे हम बाद मे बात करेगे की इस 1 आइगनवेल्यू के लिए कितने आइगनवेक्टरस संभव है तो यहाँ एक केयले हैमिल्टन थेओरम है जिसके अनुसार प्रत्येक स्कूआयर मेट्रिक्स अपनी केरेक्ट्रीस्टिक इकुवेशन को सेटीस्फाइ करती है यह केरेक्ट्रीस्टिक इकुवेशन से एक अन्य परिणाम है की प्रत्येक स्कूआयर मेट्रिक्स अपनी केरेक्ट्रीस्टिक इकुवेशन को सेटीस्फाइस करता है तो हम जानते है की केरेक्ट्रीस्टिक इकुवेशन क्या है यह 𝐴−𝜆𝐼 का डिटर्मिनांट है अर्थात यह पोलीनोमीयल इकुवेशन ही केरेक्ट्रीस्टिक इकुवेशन है ओर यह परिणाम जिसके प्रूफ पर हम नहीं जाएगे इसके अनुसार यह u यह मेट्रिक्स केरेक्ट्रीस्टिक इकुवेशन को सेटीस्फाइ करता है इसका अर्थ हुआ की यदि हम इस 𝜆 को A से रिप्लेस कर देते है

तो यहाँ An 1 ओर तब यह ओर इसी प्रकार cn यह इस स्थिति मे cnI होगा I उसी साइज की आइडैनटिटि मेट्रिक्स है तो केयले हैमिल्टन थेओरम के अनुसार प्रत्येक स्कूआयर मेट्रिक्स अपनी केरेक्ट्रीस्टिक इकुवेशन को सेटीस्फाइड करता है ओर इसका अर्थ है A इस इकुवेशन को सेटीस्फाइ करता है तो इसे कंसिस्टेंट बनाने के लिए 𝜆 को A से बदल देते है ओर इस cn से क्योकि अब हम मेट्रिसेस पर काम कर रहे है तो यहाँ पर समान ऑर्डर की मेट्रिक्स होनी चाहिए तो यह केयले हैमिल्टन थेओरम का परिणाम है जिसे हम इस सरल उदाहरण से वेरिफाय कर सकते है जिसमे हमने लिया था ओर इस केरेक्ट्रीस्टिक पोलिनोमियल या केयले हैमिल्टन थेओरम को हम वेरिफाय करेगे तो इस A के लिए केरेक्ट्रीस्टिक पोलिनोमियल या केरेक्ट्रीस्टिक इकुवेशन को लिखने के लिए 𝜆 को इसकी डाइगोनल एंट्रीस मे से घटते है ओर फिर हम इसे ऐसे लिख सकते है मेरा कहने का अर्थ है की इस डिटर्मिनेंट की तरह तो हमे निम्न इकुवेशन प्राप्त होती है ओर हम क्या देखते है की केयले हैमिल्टन थेओरम के अनुसार यह 𝐴2−12𝐴−13 0 होगा तो इसे केरेक्ट्रीस्टिक इकुवेशन को सेटीस्फाइ करना चाहिए ओर यदि हम इस A2 की गणना करे तो हमे मिलता है तो 𝐴2−12𝐴−13 तो जब हम इसे ज्ञात करेगे तो इन दो को जोड़ा जाएगा ओर उसमे से इसे घटाया जाएगा हमे वास्तव मे 0 मेट्रिक्स मिलेगा ओर यह केरेक्ट्रीस्टिक इकुवेशन तथा इस केयले हैमिल्टन थेओरम के अनुसार प्रत्येक स्कूआयर मेट्रिक्स अपनी केरेक्ट्रीस्टिक इकुवेशन को सेटीस्फाइड करता है सेटीस्फाइड तो हमने यहाँ बस 𝜆 को A से रिप्लेसेड़ किया तथा तब हम राइट साइड को देखते है की यह 0 नहीं 0 मेट्रिक्स है तो यह केयले हैमिल्टन थेओरेम है इस केयले हैमिल्टन थेओरेम का एक अन्य प्रयोग हम इस उदाहरण द्वारा देखेगे हम केयले हैमिल्टन थेओरेम से इस इनवर्स A को प्रूव कर सकते है तो हम पुनः एक सरल उदाहरण से शुरू करेगे इस A के द्वारा जो के समान है तो यदि हम इसकी केरेक्ट्रीस्टिक इकुवेशन लिखते है तो पुनः इस 𝜆 को डाइगोनल से सबट्रेक्टड करेगे तथा इस डिटर्मिनांट को सरल करते है तो हमे मिलेगा ओर केयले हैमिल्टन थेओरेम से हम जानते है की तो यह केयले हैमिल्टन थेओरेम के प्रयोग से इनवर्स A का मान है तो कनक्लूसन पर आते है की हमने यहाँ क्या किया हमने आइगनवेल्यू तथा आइगनवेक्टर को इंट्रड्यूस किया तथा यह इकुवेशन Ax 𝜆x बहुत महत्वपूर्ण थी यह लेम्डा 𝜆 आइगनवेल्यू है तथा इसके करस्पोंडिंग आइगनवेक्टर यह x होगा ओर हमने केयले हैमिल्टन थेओरेम को पढ़ा है जिसके अनुसार प्रत्येक स्कूआयर मेट्रिक्स स्वयं की केरेक्ट्रीस्टिक इकुवेशन को सेटीस्फायड करती है तो राइट हेंड साइड मे यह 0 मेट्रिक्स है समान ऑर्डर व सभी 0 एंट्रिस वाली ओर यह संदर्भ है जिन्हे इस व्याख्यान को तैयार करने के लिए प्रयोग मे लिया गया है ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद